नमस्कारपिछले कुछ लेक्चर में हम लो पास फिल्टर के बारे में बात कर रहे थे लो पास फिल्टर में हमने तरह तरह के फिल्टर बनाने के तरीके देखें जैसे कि बटरबर्थ चेबीशेव वेसल फिल्टर और एलिप्टिक फिल्टर हमने देखा कि इन विभिन्न बटरवर्थ और चेबीशेव फिल्टर के लिए g पैरामीटर कैसे खोजना है बटरवर्थ के लिए g पैरामीटर का समीकरण बहुत आसान था हालांकि चेबीशेव फिल्टर के लिए सबसे पहले हमें बताना होता है कि पासबैंड में हमें कितना रिपल चाहिए

तो हमें लो पास फिल्टर को जोकि शून्य से नॉर्मलाइज्ड वैल्यू 1 तक थाउसेमध्य फ्रीक्वेंसी ω0 तथा B बैंडविथ के साथ एक बैंड पास फिल्टर में परिवर्तित करना पड़ेगा तो हम सभी को इसेमध्य स्थिति में प्रति स्थापित करना पड़ेगा जहां मध्य फ्रीक्वेंसी ω0 के बराबर है अतः हम इस ट्रांसफॉरमेशन का प्रयोग करते हैं की s की जगह यह समीकरण प्रयोग करते हैं s202Bs तो यह बैंड पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन हैऔर बैंड् स्टॉप फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शनप्राप्त करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि बैंड् स्टॉप फिल्टर और कुछ भी नहीं है केवल बैंड पास फिल्टर का विपरीत है तो इसके लिए यहां इसके विपरीत समीकरण का प्रयोग करते हैं Bs s202 और हमें एकबैंड्स्टॉप फिल्टर काट्रांसफर फंक्शन प्राप्त होता है अब अगला भाग आता है कि हम इन फ़िल्टर को कैसे डिज़ाइन करते हैं चूंकि हमने लो पास फिल्टर के लिए g पैरामीटर पहले प्राप्त कर लिए थे हम यह फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉरमेशन का सिद्धांत यहांहाई पास फिल्टरबैंड पास फिल्टरऔरबैंड् स्टॉप फिल्टर को डिजाइन करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं तो देखते हैं कि हम यह कैसे करते हैं तो यहां हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर बैंड पास फिल्टर और बैंड् स्टॉप फिल्टर में कैसे रूपांतरित करते हैं तो फिर हम एक एक करके देखते हैं तोलो पास फिल्टर के लिए जहां हमारे पास इंडक्टर है यह इंडक्टर कैपेसिटर के द्वारा प्रतिस्थापित होता है क्यों हमनेइंपेडेंस के लिए देखा था कि Z sL के बराबर है और sको 1बाय s प्रतिस्थापित करते हैं और हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस के लिए Z 1बाय sC के बराबर है तो यह बताता है कि वास्तव में हम कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैंतो इस समीकरण के द्वारा हम कैपेसिटेंस की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं अथवा मैं तुम्हें अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कि हाई पास फिल्टर के लिए नई वैल्यू स्वयं g पैरामीटर का प्रयोग करके कैसे प्राप्त करते हैं तो इंडक्टर कैपेसिटर होजाता है और कैपेसिटर इंडक्टर हो जाता है बैंड पास फिल्टर के लिए जहां भी एक इंडक्टर है उसकी जगह L और C को श्रेणी में लगाकर प्रतिस्थापित करते हैं तथा कैपेसिटर को L और C के समांतर मेल से प्रतिस्थापित करते हैं तथा बैंड स्टॉप फिल्टर के लिए जहां भी एक इंडक्टर है उसकी जगह L और C के समांतर मेल से प्रतिस्थापित करते हैं तथा कैपेसिटर को L और C को श्रेणी में लगाकर प्रतिस्थापित करते हैं जैसा कि आप फिर से देख सकते हैं कि बैंड पास फिल्टर से बैंड स्टॉप फिल्टर तक इसे आप क्रॉस कह सकते हैं तो इसका कारण है कि बैंड स्टॉप फिल्टर और कुछ नहीं केवल बैंड पास फिल्टर का विपरीत है तो अब एक एक करके देखते हैं कितरह तरह के फिल्टर के लिएइन अवयवों को कैसे प्राप्त करते हैं तो लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर में ट्रांसफॉरमेशन करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है सबसे पहलेलो पास फिल्टर के सर्किट कंफीग्रेशन को देखते हैं तो डिजाइन करने के लिए आप क्या करते हैं हम मानते हैं कि हम एक बटरवर्थ हाई पास फिल्टर डिजाइन करना चाहते हैं तो अगर वास्तविकता में कहें तो इसका पहला पद आपको एक बटरवर्थ लो पास फिल्टर डिजाइन करना है इसी तरह मान लीजिए कि आपको पास बैंड में रिपल 05 dB के मान के लिए एक चेबीशेव फिल्टर डिजाइन करना है तो आप क्या करते हैं सबसे पहले आप एक लो पास फिल्टर को डिजाइन करते हैं सभी g पैरामीटर g1 g2 g3 g4 आदि को प्राप्त करते हैं तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इंडक्टर कैपेसिटर के द्वारा प्रतिस्थापित होगा और कैपेसिटर इंडक्टर के द्वारा प्रतिस्थापित होता है अब आपको फिर से g पैरामीटर प्राप्त नहीं करने पड़ते यह g पैरामीटर जो यहां g1 g2 g3 है और आप देख सकते कि यहां छोटा gs लिखने की बजाए हम बड़े C और बड़े L से लिखते हैं तो यहां यह सभी आपको लो पास फिल्टर से हाई पास फिल्टर में ट्रांसफॉरमेशन के लिए करने की जरूरत है तो वास्तव में Gk जोकि मेरा संक्षिप्त नाम भी है गिरीश कुमार तोबड़े Gkको 1gk के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं तो यह छोटे gks g पैरामीटर की वैल्यू के अनुरूप होंगे उदाहरण के लिए Ck और कुछ नहीं है बल्कि 1g1के बराबर है यह 1g2होगा 1g3और इसी तरह से होगा और एक बार आपको पता चल जाता है कि Ck क्या है जोकि 1g1के बराबर है इसके बाद C की वैल्यू प्राप्त करने के लिएइंपेडेंस फ्रीक्वेंसी स्केलिंग ट्रांसफॉरमेशन का प्रयोग करते हैं अब देखते हैं कि कैसेइनकोलो पास फिल्टर से बैंड पास फिल्टरके लिए ले सकते हैं फिर से आपको क्या करना है हम कहते हैं कि आपको एक बटरवर्थ बैंड पास फिल्टर डिजाइन करना है तो आप एक बटरवर्थ लो पास फिल्टर डिजाइन करते हैं अथवाआप एक चेबीशेव बैंड पास फिल्टर डिजाइन करना चाहते हैं तब आपको पहले चेबीशेव लो पास फिल्टर डिजाइन करना पड़ता है सबसे पहले सभी g पैरामीटर g1 g2 g3 g4 प्राप्त करते हैं यह g1 नहीं यहां इसे वास्तव में Lk से दर्शाया गया है लेकिन यह इंडक्टर इंडक्टर और कैपेसिटर के मेल से प्रतिस्थापित होता है तो भ्रमित मत हो यह 'Lk इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए नहीं है बल्कि वास्तव में कहें तो यह यहां इसको बताने का आसान तरीका है ठीक है तो इंडक्टर श्रेणी में लगे इंडक्टर और कैपेसिटर के मेल से प्रतिस्थापित होता है और यहां कैपेसिटर जोकि Ck से इस प्रकार दर्शाया गया है कि यह संख्या कैपेसिटेंस के अनुरूप है और इसे समानांतर में लगेइन मेल से प्रतिस्थापित किया है तो वास्तव में यह सब कैसे होता है यह g1जोकि इंडक्टर है कैसेश्रेणीअवयव में रूपांतरित होता है तो इसके लिए देखते हैं कि हमने क्या किया था लो पास फिल्टर से बैंड पास फिल्टर के ट्रांसफॉरमेशन के लिए हमने यह समीकरण प्रयोग किया था Sका यह रूपांतरण इस विशेष समीकरण में हुआ था अब इंडक्टर के लिए हम जानते हैं कि Zक्या है

तोएक लो पास फिल्टर के बारे में सोचोएक कैपेसिटर होगाइसके बाद इंडक्टर कैपेसिटर और अबआप ट्रांसफॉरमेशन को देखते हैं इंडक्टर इंडक्टर और कैपेसिटर केश्रेणी मेल से प्रतिस्थापित होता हैएक कैपेसिटर जो हमने यहां माना इंडक्टर और कैपेसिटर के समानांतर मेल से प्रतिस्थापित होता है यह थोड़े से अलग तरीके से दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि यहां यह ग्राउंड है यह ग्राउंड है तो इस तरफ आप इस विशेष चीज को कैसे बनाते हैं यह कैपेसिटर यहां होगा और यह कैपेसिटर यहां होगा तोलो पास फिल्टर की स्थिति मेंकैपेसिटरइंडक्टर और कैपेसिटर के समांतर मेल के द्वारा प्रतिस्थापित होता है और लो पास फिल्टर की स्थिति में इंडक्टर इंडक्टर और कैपेसिटर के श्रेणी मेल के द्वारा प्रतिस्थापित होता है और लो पास फिल्टर के लिये कैपेसिटर इंडक्टर और कैपेसिटर के समांतर मेल के द्वारा प्रतिस्थापित होता है और अब ट्रांसफॉरमेशन के लिएहमने 20 MHzकी बैंडविथप्रयोग कीअब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी डिजाइन वैल्यू आ रही हैं बाजार में वह प्रायोगिक रूप से उपलब्ध नहीं है ठीक है तो हमने क्या किया था वास्तव में हमने Lऔर C की वैल्यू इस तरह चयन की थी जोकि प्रायोगिक रूप से उपलब्ध हो और यह वैल्यू डिजाइन वैल्यू के लगभग पास हो तो आप देख सकते हैं कि यहां यह वैल्यू है जोकि सामान्यता बाजार में उपलब्ध हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि यह 27nF है यह एक 100pF 82 pF है यह एक 330 nH का इंडक्टर है और यह वैल्यू यहां इस वैल्यू के समान है इन अवयवों की वेल्यूतुरंत उपलब्ध हो जाती है यद्यपि जब आप यह वेल्यू लेते हैं तो अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि मध्य फ्रीक्वेंसी 100 MHzपर नहीं रहती है तोहम देखेंगे किपरिवर्तन क्या हुआ अब यह विशेष चीजफैब्रिकेटड होगी तोवास्तव में हम एक सामान्य कार्य वाली PCB डिज़ाइन लेते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सामान्य PCB हम लो पास फिल्टर बैंड पास फिल्टर बैंड रिजेक्ट फिल्टर तथा अटैंयूटर के लिए भी डिज़ाइन करते हैं जिसको हम बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे तो अब देखते हैं कि हमने क्या किया तो यह इनपुट पोर्ट है यह आउटपुट पोर्ट है और इस लाइन की चौड़ाई 50ohm के करैक्टेरिस्टिक इंपेडेंस के अनुसार चयन करनी चाहिए तो यहां इस बिंदु के अनुरूप आप देख सकते हैं कि एक SMA कनेक्टर लगाया गया है आउटपुट के लिए इस पिन का मध्य यहां पर सोल्डर किया है आप देखते हैं कि आउटपुट पर SMA कनेक्टर जोड़ा गया है अब आप यहां क्या देखते हैं मूलरूप से यह पैड है जहां हम अवयवों को रख सकते हैं अब यहां हमारे पास क्या है आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफवहां पर छेद के माध्यम से कई प्लेटेड किया हैंठीक हैमूल रूप से यहएक तरह से ऊपर से नीचे तक ग्राउंडिंग करने के लिए किया जाता हैयही चीज यहां पर भी की गई है अबछेद के माध्यम से कई प्लेटेड लिए जाते हैइसका कारण यह है कि अगर हम कहें कि यहांछेद के माध्यम से 1 प्लेटेड रखा जाता हैतब खासकर इस बिंदु पर सोर्टिंग हो जाती हैजबकि अगर आप यहां 1 अवयव रखने जा रहे हैंतब यहपथ की लंबाई कुछ इस तरह से देखेंगे और यह पथ लंबाई अतिरिक्त इंडक्टर प्रदान कर सकती है ठीक है तो यही एक सामान्य सी चीज है और अब आप देख सकते हैं कि यहां सेहम इसे कैसे बनाते हैं आप यहांसे यहां तक देख सकते हैं वहां एक इंडक्टर है तो यह इंडक्टर यहां इस एयर कोर इंडक्टर के द्वारा प्राप्त होता है असल में इस तरह की एक चीज बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाती है अथवा आप इसके लिए एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग लेते हैं और हम यहां क्या करते है कि बॉल पेन की रिफिल लेते हैं और इसके चारों तरफ लपेटते हैं और तब आपको इंडक्टर की वांछित वैल्यू प्राप्त करने के लिए एक छोटी सी गणना करनी पड़ती है यद्यपि जैसा कि मैंने बताया कि यह इंडक्टर की वैल्यू आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं यहांआप खासकर इस चीज के समतुल्य लंप खरीद सकते हैं और वहयहां इन बिंदुओं के बीच में सोल्डर कर सकते हैं और इसके बाद कैपेसिटर इसके और इसके बीच में सोल्डर कर सकते हैं और आप एक यहां सोर्टिंग कर सकते हैं और इसके बाद आप इन चीजों का अनुसरण कर सकते हैं तो हमारे पास यहां एक कैपेसिटेंस है आप देख सकते कि वहां एक कैपेसिटेंस है और जो कि यह एक बड़ा इंडक्टर है फिर से यह बड़ा इंडक्टर एक एयर कोर इंडक्टर के द्वारा प्राप्त किया जाता है लेकिन फिर से आप एक इंडक्टर चिप भी खरीद सकते हैं तो वह एयर कोर इंडक्टर है इसके बाद हमें एक इंडक्टर की आवश्यकता है जो कि ग्राउंड होने जा रहा है हमें एक कैपेसिटेंस की आवश्यकता है जोकि ग्राउंड होने जा रहा है तो वह ग्राउंड हो रहा है और जो भी चीज आप उपयोग नहीं करना चाहते हैं बस एक कॉपर स्ट्रिप रख दीजिए और उस क्षेत्र को सोल्डर कर दीजिए तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या मिला

तो आप देख सकते हैं कि यहां केवल एक खंड दिखाया है और यहां तीन खंडों को देख सकते हैंऔर यहां कई सारे खंड है ठीक है अब मैं आपकोएक खंड के साथ वाले सिद्धांत की व्याख्या करता हूं तो यहां यह लंबाई λ4है जो कि ग्राउंड के साथ शार्ट है अब ट्रांसमिशन लाइन के सिद्धांत के बारे में सोचो तो अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन का सिद्धांत याद है तो अगर यह लंबाई λ4 है तो इनपुट इंपेडेंस Z02ZL होता है तो अगर ZL 0 जोकि ग्राउंड के साथ शार्ट है तो यहां क्या होगा

ठीक है माना कि आपनेझुकाव बहुत पास पास लिया है और यह लंबाई λ4 मानते हैं तब वहां कपलिंग के दो तरीके होंगे पहली कपलिंग बेशक यहां इस तरह की डायरेक्ट कपलिंग होगी और दूसरी कपलिंग फ्रिंजिंग फील्ड के कारण होगी विशेषकर अगर यह लंबाई यहां बहुत पास पास है तो सामान्यता आप कपलिंग को बढ़ा सकते हैं और इस चौड़ाई की बजाएं आप फिल्टर भीले सकते हैं और अब आप इसे अपेक्षाकृत सघन बना सकते हैं तो हम एक डिजाइन का उदाहरण देखेंगेऔरतबहम देखते हैं किपरिणाम किस तरह काआता है असल में मैंने यहां थोड़ा अलग बतायालंबाई के अनुसार यह एक बैंड पास फिल्टर हैऔर यह बैंड रिजेक्ट फिल्टरहै कुछ मिनट में इसका कारण स्पष्ट हो जाएगा तो हम देखते हैं कि यहां हमने क्या किया

यहां ओपन शार्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा तो आप देख सकते कियह फिर से एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर की तरह कार्य करेगाऔर आप कि यह फ्रीक्वेंसी लगभग 3 GHz हैऔर यह लगभग 1 GHz है तो वास्तव में आप देख सकते हैं कि यह आसान चीज यहां एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर की तरह अथवा बैंड पास फिल्टर की तरह कार्य कर सकती हैं यह निर्भर करता है कि किस फ्रीक्वेंसी पर कार्य करा रहे हैं और आप इसके अनुरूप S11 प्लॉट देख सकते हैं तो जब बैंड पास फिल्टर की कैरेक्टरस्टिक संतुष्ट हो जाती हैं इसका मतलब है कि सभी कुछ यहां से यहां जा रहा है इसका मतलब है कि कुछ भी वापस नहीं आ रहा है इसलिए रिफ्लेक्शन गुणक बहुत छोटा है बैंड रिजेक्ट फिल्टर की स्थिति में यहां कुछ नहीं हो रहा है तो लगभग सब कुछ वापस परिलक्षित होता है तो आप देख सकते किइस बिंदु पर S11बहुत ज्यादा है तो अब हम अगले लेक्चर में यहां सेजारी रखेंगेहम कुछ और उदाहरण लेंगे कि कैसे इनबैंड पास फिल्टर और बैंड रिजेक्ट फिल्टर कोबनाते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवादआगे फिर मिलेंगेबाय